हम फॉल्ट मॉडलिंग पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं आप हमारे पिछले व्याख्यान में याद करते हैं कि हमने व्यवहार स्तर फ़ंक्शन स्तर और संरचना स्तर पर कुछ फॉल्ट मॉडल के बारे में बात की थी हमने इस संरचना के स्तर पर उल्लेख किया है कि यह स्टक फॉल्ट मॉडल में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और आधुनिक मॉडल वीएलएसआई चिप्स में भी ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडल काफी सामान्य है जहां तार एक दूसरे के बहुत करीब हैं इसलिए चर्चा जारी रखने के लिए हम पहले आज कुछ स्विच स्तर के फाल्ट मॉडल को देखते हैं स्विच स्तर का मतलब ट्रांजिस्टर के स्तर पर है तो हम इसे स्विच स्तर के रूप में क्यों कहते हैं क्योंकि यहां हम एक ट्रांजिस्टर एमओएस ट्रांजिस्टर को एक आदर्श स्विच के रूप में मानते हैं जैसे मैं जो कह रहा हूं वह है मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह एन एमओएस ट्रांजिस्टर है हम इसे S और G कहते हैं और यह खेद है S और D सोर्स और ड्रेन और यह गेट है और अगर मैं उच्च के बराबर गेट वोल्टेज लागू करता हूं तो मान लें कि यह एक स्विच है जो कनेक्ट हो रहा है एक कनेक्शन है यह है S और G और D क्षमा करें और यदि G 0 है तो स्विच को काट दिया जाएगा S और D को काट दिया जाएगा अब अगर यह एक पीएमओएस ट्रांजिस्टर है यह सिर्फ रिवर्स लॉजिक है यदि यह PMOS ट्रांजिस्टर है तो यदि G 0 है तो स्विच चालू है यदि G 1 है तो स्विच बंद है इसलिए इस फॉल्ट मॉडल में हम मान रहे हैं कि एमओएस ट्रांजिस्टर जिसमें सीएमओएस गेट शामिल हैं आदर्श स्विच की तरह व्यवहार करते हैं जहां सोर्सेस और ड्रैन्स या तो जुड़े हुए हैं या वे ठीक से डिस्कनेक्ट हो गए हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि गेट हाई होने पर NMOS ट्रांजिस्टर चालू है गेट कम होने पर PMOS ट्रांजिस्टर चालू है अब यहां हम 2 अलग अलग फॉल्ट मॉडल पर विचार कर रहे हैं पहला है ट्रांजिस्टर स्टेट ओपन फॉल्ट जिसका मतलब है कि स्विच कभी भी चालू नहीं होता है सोर्स और ड्रेन कभी भी वोल्टेज से जुड़े नहीं होते हैं जो हम गेट पर लागू होते हैं दूसरा एक रिवर्स शॉर्ट है स्रोत और नालियां पहले से ही सॉर्टेड हैं इसलिए यह हमेशायह हमेशा आपके द्वारा गेट पर लगाए गए वोल्टेज की परवाह किए बिना कंडक्ट किया जाता है अब हम इन स्विच स्तर को अलग करने के लिए विचार करते हैं कि हम देखेंगे कि सर्किट का व्यवहार इस फॉल्ट की उपस्थिति में बहुत अजीब हो जाता है अन्य फॉल्ट मॉडल की तरह हमने देखा कि फाल्ट मॉडल पर स्टक है जो कहा जाता है कि बहुत लोकप्रिय है लेकिन फॉल्ट मॉडल पर स्टक है इनमें से कुछ ट्रांजिस्टर स्तर की फॉल्ट मॉडल पर कब्जा नहीं कर सकता है जो सर्किट व्यवहार को बहुत अजीब तरीके से संशोधित करता है जिसे हम शीघ्र ही देखेंगे तो पहले इस स्टक ओपन फाल्ट मॉडल को देखें जैसा कि मैंने कहा कि कुछ फॉल्ट के कारण एक ट्रांजिस्टर स्थायी रूप से नॉनकंडक्टिंग बन जाता है अब हम देखेंगे कि इस फॉल्ट के कारण जब मैं कुछ इनपुट लागू करता हूं तो गेट आउटपुट वैसा ही बना रह सकता है जैसा कि इसकी पिछली स्थिति में था जब आखिरी इनपुट लागू किया गया था तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है सर्किट और NAND गेट या एक NOR गेट आम तौर पर एक कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए जब हम कुछ इनपुट लागू करते हैं तो हमें इनपुट के फ़ंक्शन के रूप में कुछ आउटपुट मिलते हैं लेकिन अब हम कह रहे हैं कि मैं एक इनपुट लागू करता हूं और आउटपुट जो की मुझे मिलने की उम्मीद है वह इस इनपुट पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि पिछले इनपुट पर निर्भर करेगा जिसका मतलब है कि अब मेरा कॉम्बिनेशन सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है यह पिछली स्थिति को किसी तरह याद कर रहा है सही है तो हम कहते हैं कि सर्किट सीक्वेंशियल बिहेवियर प्रदर्शित करता है और इस कारण से इस तरह के दोषों को एक टेस्ट द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है हमें आमतौर पर निष्पक्ष टेस्ट वैक्टर की आवश्यकता होती है जिसे कभी कभी 2 पैटर्न टेस्ट कहा जाता है इसलिए हम एक उदाहरण के साथ देखेंगे कि यह कैसे किया जाता है या हो रहा है लेकिन यह 2 पैटर्न टेस्ट कभी कभी अभ्यास में होता है यह कि हम पहले फाल्ट पर सिंगल स्टेक के लिए सेटअप टेस्ट वैक्टर उत्पन्न करते हैं फिर हम इस टेस्ट वैक्टर को पुनर्व्यवस्थित करते हैं ताकि इस 2 पैटर्न टेस्ट आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके तो आइए हम एक 2 इनपुट CMOS NOR गेट का उदाहरण लेते हैं और हम बता रहे हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ हमारे पास 2 इनपुट NOR गेट है यहाँ पुल डाउन में 2 NMOS ट्रांजिस्टर हैं और यहाँ 2 PMOS ट्रांजिस्टर हैं इस गेट का आउटपुट कुछ अन्य गेट या गेट्स चला रहा है यहाँ मैं बराबर लोड कैपिइसटेंस दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने पहले बताया था कि जब भी एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर या किसी अन्य गेट को चला रहा होता है तो गेट कैपेसिटेंस कि यह लाइन जो सामना कर रही है वह काफी महत्वपूर्ण है और यह लोड कैपेसिटर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आमतौर पर एक CMOS सर्किट के लिए हर लाइन में 2 ट्रांजिस्टर 1 PMOS और 1 NMOS की तरह यहां 2 ट्रांजिस्टर चलाए जाएंगे तो यह समकक्ष कैपेसिटर है अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर में एक फाल्ट के बारे में सोचें T1 स्टक ओपन स्टक ओपन के लिए देखें जब मैं सहजता से बोल रहा हूं कि मुझे कैसे प्रयास करना चाहिए और इसका टेस्ट करना चाहिए तो मुझे इसे इस तरह से टेस्ट करना चाहिए कि यह ट्रांजिस्टर ओपन है मुझे देखने दें कि क्या यहाँ कोई करंट प्रवाहित हो सकता है इसलिए एकमात्र टेस्ट वेक्टर जो मैं इसके लिए आवेदन कर सकता हूं वह 0 0 है क्योंकि 0 0 एक टेस्ट वेक्टर है जो T1 और T2 दोनों का संचालन करता है और VDD को आउटपुट से जोड़ा जाना चाहिए अगर कोई फॉल्ट है तो VDD कनेक्ट नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं लेकिन हम देखते हैं कि यहां क्या होगा तो मान लीजिए मैं 0 0 लागू करता हूं इसलिए फाल्ट आने की स्थिति में हमें फाल्ट की अनुपस्थिति में आउटपुट VDD या उच्च होगा क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर संचालन करेंगे और दोनों पुल डाउन बंद हैं 0 0 का मतलब दोनों बंद हैंइसलिए आउटपुट नोड VDD से जुड़ा है तो आउटपुट अधिक है जिसका अर्थ है कि कपैसिटर अपने पूर्ण वोल्टेज VDD माइनस इस ड्रॉप को चार्ज कर रहा है लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास दोषपूर्ण मामला है जहां यह ट्रांजिस्टर ओपन हुआ है तो अगर मैं 0 0 लागू करता हूं तो मेरे पास अचानक एक स्थिति है जहां मेरा पुल अप नेटवर्क का संचालन नहीं हो रहा है क्योंकि उनमें से एक बंद है तो F VDD से कनेक्ट नहीं है न ही F ग्राउंड से जुड़ा है तो आउटपुट नोड विद्युत रूप से डिस्कनेक्ट हो गया है यह एक फ्लोटिंग वायर की तरह है यह सिर्फ फ्लोटिंग है तो इस कैपेसिटर को चार्ज करने या डिस्कनेक्ट का कोई रास्ता नहीं है तो यह कैपेसिटर अंतिम चार्ज को बरकरार रखेगा कि यह F के अंतिम वैल्यू के साथ कहा गया था कि क्या यह लो या हाई था लो का मतलब यह था कि इसे डिस्चार्ज किया गया था हाई का मतलब है कि यह चार्ज किया गया था तो यह उस कैपेसिटिव स्टेज में रहेगा और आउटपुट वैल्यू दिखाएगा कि एक ही चीज आउटपुट फ्लोटिंग है और वोल्टेज लोड कैपेसिटर में स्टोर किए गए चार्ज पर निर्भर करेगा इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं हम अतिरिक्त रूप से शुरुआत में एक और वेक्टर 1 0 लागू करते हैं लक्ष्य एक ज्ञात स्टेट में आउटपुट सेट करना है इसके विपरीत मैं कैपेसिटर का डिस्चार्ज करना चाहता हूं इसलिए यदि मैं 1 0 लागू करता हूं तो मेरा पुल डाउन नेटवर्क चालू हो जाएगा कैपेसिटर इस पाथ से डिस्चार्ज हो जाएग आउटपुट 0 होगा इसलिए अब यदि मैं 0 0 लागू करता हूं तो दोषपूर्ण मामले में आउटपुट 0 रहेगा फाल्ट मुक्त मामले में आउटपुट 1 होगा मैं भेद कर सकता हूं ठीक इसलिए मुझे एक विशेष क्रम में लागू करने के लिए कुछ पैटर्न की आवश्यकता है यह विशेषता है अब हम स्टक शार्ट फॉल्ट पर आते हैं स्टक शार्ट एक अन्य तरीका है जहां एक ट्रांजिस्टर स्थायी रूप से संचालित होता है अब हम एक उदाहरण के माध्यम से फिर से देखेंगे इसलिए यह मामला सिर्फ आउटपुट में लॉजिक मान की जाँच करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि नेटवर्क को पुल अप और पुल डाउन दोनों एक साथ हो सकता है तो आपके पास एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां यह प्रभावी रूप से वोल्टेज डिवाइडर की तरह हो जाता है मैंने कहा कि वोल्टेज डिवाइडर की तरह हो जाता है इसलिए यहां वीडीडी है यह आपकी पुल अप कंडक्टिंग रेजिस्टेंस है पुल डाउन कंडक्टिंग प्रतिरोध और यह यहाँ से आउटपुट ले रहा है तो यह आउटपुट एक वोल्टेज पर हो सकता है जो 0 और 1 वीडीडी और ग्राउंड के बीच है जो न तो 0 और न ही 1 हो सकता है यह बीच में कहीं है इसलिए केवल लॉजिक वैल्यू को देखकर आप वास्तव में सही अंतर नहीं कर सकते हैं तो यह यहाँ का परिदृश्य है क्योंकि इस खराबी के कारण दोनों पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क का संचालन हो सकता है इसलिए आउटपुट 0 और 1 के बीच कुछ अनिश्चित स्तर तक पहुंच सकता है लेकिन यहां एक बात सच है यहाँ क्योंकि दोनों पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं वहाँ उच्च धारा होगी जो वीडीडी से ग्राउंड पर बह रही होगी इसलिए इस तरह की फॉल्ट का पता लगाने के लिए हम सिर्फ आउटपुट वोल्टेज स्तर को नहीं देख सकते हैं बल्कि हम करंट की निगरानी करते हैं इसे कभी कभी IDDQ टेस्टिंग कहा जाता है हम VDD से ग्राउंड पर बहने वाले करंट को मापते हैं तो टेस्ट फैक्टर ऐसा होगा कि यह वीडीडी से ग्राउंड तक एक कंडक्टिंग पथ का कारण होगा अगर फॉल्ट की उपस्थिति जैसे हम फिर से एक NOR गेट का उदाहरण लेते हैं हम एक T1 स्टक शार्ट फॉल्ट का मामला लेते हैं हम कहते हैं कि हम 1 0 टेस्ट वेक्टर लागू करते हैं तो 1 0 टेस्ट वेक्टर के लिए इसे बंद किया जाना चाहिए यह ऑन माना जाता है तो फॉल्ट मुक्त मामले में VDD से F तक कोई पाथ नहीं होना चाहिए क्योंकि यह बंद हो जाएगा लेकिन फॉल्ट के कारण एक कंडक्टिंग पथ होगा लेकिन पुल डाउन नेटवर्क में यह A ट्रांजिस्टर कौन कर रहा है तो क्या हो रहा है कि वीडीडी से ग्राउंड तक इस तरह का एक कंडक्टिंग पथ होगा एक उच्च प्रवाह होगा क्योंकि पुल अप भी चल रहा है पुल डाउन भी कंडक्ट कर रहा है यह वही है जो आईडीडीक्यू टेस्टिंग IDDQ testing द्वारा होता है हमको करंट को मापना होगा अब एक अवलोकन यह है कि वर्तमान तारीख में डीप सब माइक्रोन टेस्ट तकनीक इस IDDQ टेस्ट का उपयोग करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ट्रांजिस्टर लीकेज करंट के कारण एक चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं इसलिए यदि आप सभी लीकेज करंट का कुल योग लेते हैं तो इस IDDQ करंट के साथ तुलनीय हो जाता है जिसे आप माप रहे हैं इसलिए शॉर्ट सर्किट केस और नॉन शॉर्ट सर्किट केस के बीच अंतर धुंधला हो रहा है करंट में अंतर उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा तो यह एक समस्या है इसलिए हम ज्यामितीय स्तर के फाल्ट मॉडल पर विस्तार से नहीं जा रहे हैं यहां हम लेआउट स्तर पर सर्किट विवरण देख रहे हैं तो हम लेआउट स्तर को आयताकार आकृतियों के संग्रह के रूप में देखते हैं अगर देखें तो इसका मतलब है कि हमें लेआउट के बारे में कुछ जानकारी है इसलिए हम यह भी जानते हैं कि कौन सी रेखाओं में ब्रिजिंग फॉल्ट अधिक होने की संभावना है हम कहते हैं कि मेरे पास एक गेट है और 4 इनपुट हैं लेकिन लेआउट के संदर्भ में मैं देखता हूं कि इस क्रम में ही तार बिछाए गए हैं तो ब्रिजिंग फॉल्ट की संभावना मान लीजिए कि A B C और D हैं तो A और B के बीच B और C के बीच C और D के बीच एक ब्रिजिंग हो सकती है A और C या B और D या A या D के बीच एक ब्रिजिंग बहुत कम होगी क्योंकि वहाँ बीच में एक वायरिंग है इसलिए यदि हमारे पास कुछ ज्यामितीय जानकारी है तो आप जानेंगे कि किस प्रकार के फाल्ट अधिक हैं इसी तरहमेमोरी में निश्चित रूप से यहां हम मेमोरी टेस्ट पर विचार नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं आपको मेमोरी में बता दूं इस सेल्स को पंक्तियों और स्तंभों बहुत घने पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है इसलिए अगर हम जानते हैं कि कौन सी मेमोरी सेल्स एक दूसरे के पास हैं तो कपलिंग फाल्ट नाम की कोई चीज है यदि आप मेमोरी सेल में कुछ लिखते हैं तो पड़ोसी सेल्स प्रभावित हो सकती है तो आप जानते हैं कि पड़ोसी सेल्स कौन सी हैं इसलिए आप यहां कुछ लिखें और जांचें कि क्या पड़ोसी कोशिकाएं प्रभावित हो रही हैं न कि अन्य ये सभी ज्यामितीय फाल्ट मॉडल के उदाहरण हैं तो यह फॉल्ट मॉडल सीधे लेआउट से प्राप्त किया जा सकता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि मेमोरी फॉल्ट मॉडल और फॉल्ट मॉडल पर प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे हमारे पास कुछ नियमित संरचनाएं हैं ये सभी इसके उदाहरण हैं अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या पर ध्यान देते हैं अब हमने फॉल्ट मॉडल में स्टक पर ध्यान दिया था और हमने कहा है कि फॉल्ट पर स्टक सबसे अधिक उपयोग किया जाता है विशेष रूप से सिंगल फॉल्ट पर स्टक अब एक सर्किट 10000 पंक्तियों के साथ ले फॉल्ट पर सिंगल स्टक की संख्या 20000 2k होगीबीस हजार एक बहुत बड़ी संख्या है तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम टेस्ट की गुणवत्ता का त्याग किए बिना इस संख्या को कम कर सकते हैं इसलिए यहाँ हम निश्चित रूप से गेट्स के संबंध में फॉल्ट्स के कुछ गुणों को देखते हैं जो किफॉल्ट्स की प्रभावी संख्या को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं इस प्रक्रिया को फाल्ट पतन कहा जाता है जैसे कि कुछ फॉल्ट्स को आप सिंगल फॉल्ट में ढल सकते हैं हम 2 अलग अलग तकनीकों या दृष्टिकोणों फाल्ट एक्विवैलेन्स और फाल्ट डोमिनेंस को देख रहे होंगे आइए हम पहले फाल्ट एक्विवैलेन्स देखें परिभाषा बहुत सरल है एक सर्किट में 2 फॉल्ट्स को एक्विवैलेन्स कहा जाता है यदि संबंधित फौल्टी फ़ंक्शन समान हैं पहला उदाहरण है इनपुट स्टक 1 पर और आउटपुट स्टक 0 पर और ANDगेट में आउटपुट स्टक 0 पर है चलिए समझाने की कोशिश करते हैं आपको लगता है कि मेरे पास एक फ़ंक्शन है किसी भी ब्लॉक का आउटपुट F है इस फ़ंक्शन में कोई फाल्ट है फॉल्ट अल्फा है तो फॉल्ट की उपस्थिति में आउटपुट F अल्फा है इसलिए मैंने कुछ टेस्ट इनपुट t लागू किए हैं मैंने अच्छे फ़ंक्शन के साथ साथ फौल्टी फ़ंक्शन पर भी आवेदन किया है इसलिए अगर मैं देखता हूं कि f का XOR और f अल्फा 1 के बराबर है जिसका अर्थ है कि यह 0 1 या 1 0 है जिसका अर्थ है कि वे भिन्न हैं केवल तब ही हम कहते हैं कि पाई जा रही है अब एक AND गेट के बारे में सोचें हम एक 2 इनपुट AND गेट लेते हैं AB F को कहते हैं तो अगर मेरे पास कोई फॉल्ट A 0 पर स्टक है तो आउटपुट F 0 होगा क्योंकि AND गेट का एक इनपुट 0 है अगर मेरे पास 0 के बराबर फॉल्ट B है तो आउटपुट F भी 0 होगा तो अगर मेरे पास कोई फॉल्ट F 0 पर स्टक है तो आउटपुट F 0 होगा तो मैं स्पष्ट रूप से एक टेस्ट वेक्टर 1 1 को लागू करके इन फॉल्ट्स का पता लगा सकता हूं क्योंकि यहाँ मेरी फॉल्ट मुक्त आउटपुट F 1 माना जाता है और F अल्फा 0 है उनका XOR 1 है अब मुझे फॉल्ट की उपस्थिति में एक बात बताएं आउटपुट 0 होगा अब अगर मैं देखता हूं कि आउटपुट 0 है तो आउटपुट 0 पर आ रहा है तो क्या मैं यह बता सकता हूं और क्या यह कहता है कि A 0 पर स्टक है B 0 पर स्टक है या F 0 पर स्टक है मैं भेद नहीं कर सकता क्योंकि इन तीन फॉल्ट्स में से प्रत्येक के तहत फ़ंक्शन एक ही तरीके से बदलता है यह 0 बन रहा है एक निरंतर 0 फ़ंक्शन इसलिए केवल इस आउटपुट 0 को देखकर मैं उनके बीच अंतर नहीं कर सकता तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि क्या मुझे यह सभी ३ फॉल्ट्स रखने की आवश्यकता है तो क्या होगा अगर मैं उनमें से किसी भी 2 को हटा देता हूं और मैं केवल 0 पर रुका रहता हूं तो अगर 0 पर स्टक का पता लगाना है तो मुझे 1 1 लागू करना होगा आप देखेंगे कि यह टेस्ट वेक्टर भी 0 पर स्टक B का पता लगाएगा F 0 पर स्टक है इसलिए मुझे सभी 3 रखने की आवश्यकता नहीं है मैं 2 को हटा दूंगा और मैं केवल 1 को रखूंगा इसे एक एक्विवैलेन्स क्लास कहा जाता है यही मैंने स्लाइड्स में दिखाया है तो पहला इक्विवेलेंट क्लास यह है जो कि इनपुट 0 पर स्टक है और आउटपुट 0 AND गेट पर स्टक है लेकिन अगर यह एक NAND गेट है जो इनपुट 0 पर स्टक है और आउटपुट 1 पर स्टक है तो वे सभी बराबर हैं वे सभी आउटपुट 1 बना देंगे OR गेट के लिए 1 फाल्ट्स पर स्टक इनपुट और आउटपुट बराबर हैं NOR गेट इनपुट 1 पर स्टक हुए हैं औरआउटपुट 0 पर स्टक हैं यह आप चेक कर सकते हैं और NOR गेट के लिए 2 एक्विवैलेन्स क्लास हैं 0 पर स्टक इनपुट 1 पर स्टक आउटपुट के बराबर है और 1 पर स्टक इनपुट 0 पर स्टक आउटपुट के बराबर है तो जैसा कि मैंने कहा इसलिए यदि मैं ऐसे प्रत्येक एक्विवैलेन्स क्लास की पहचान कर सकता हूं तो हम उस क्लास से केवल 1 फॉल्ट रखते हैं और बाकी को हटा देते हैं इस प्रक्रिया को एक्विवैलेन्स फाल्ट कॉलेप्सिंग कहा जाता है जैसे कि मैंने यहां जो उदाहरण दिखाया है हमने केवल 1 रखा है हमने अन्य 2 को हटा दिया है इस प्रक्रिया को एक्विवैलेन्स फाल्ट कॉलेप्सिंग कहा जाता है एक उदाहरण लेते हैं इसलिए यहां मैंने एक सर्किट दिखाया है अगर हम गिनें यहां 16 लाइनें हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो फॉल्ट्स पर 32 संभव सिंगल फाल्ट स्टक है इसलिए मैंने उन्हें 0 पर स्टक 1 पर स्टक दिखाया है और मैं उन सब के लिए मैं इन बिंदीदार रेखाओं का क्या उपयोग कर रहा हूं मैंने एक्विवैलेन्ट फाल्ट दिखाए हैं जैसे कि इस AND गेट के लिए 0 पर स्टक आउटपुट 0 पर स्टक इनपुट के बराबर है 0 पर स्टक इनपुट ये 3 बराबर हैं इसी तरह इस AND गेट के लिए भी 0 पर स्टक है 0 पर स्टक है 0 पर स्टक है यह NAD गेट भी समान है यह OR गेट 1 पर स्टक है 1 पर स्टक है और 1 पर स्टक है ये सभी बराबर हैं यह OR गेट भी 1 पर स्टक है 1 पर स्टक है और 1 पर स्टक है और इसके लिए AND गेट 0 पर स्टक है 0 पर स्टक है 0 पर स्टक है तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि इनमें से प्रत्येक एक्विवैलेन्ट क्लास के लिए मैं निकाल रहा हूँ देखें कि ये सभी 2 इनपुट गेट्स हैं इसलिए प्रत्येक क्लास उदाहरण के लिए 3 फॉल्ट्स को जारी रख रहा है इस AND गेट के लिए मैं उनमें से 2 लाल के रूप में चिह्नित को हटा रहा हूं मैं केवल एक ही रखूंगा इसलिए मैं सभी गेटो के लिए दोहराता रहूंगा अगर मैं इसे करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है यह मूल चीज थी लाल चिन्हित फाल्ट जिसे मैं इसे कॉलेप्सिंग से हटा दिया है मैं बाकी रखता हूं इसलिए आप देखते हैं कि मैंने एक्विवैलेन्स कॉलेप्सिंग करने के बाद शेष फॉल्ट्स की संख्या केवल 20 है पहले यह 32 था अब यह घटकर 20 हो गया है इसलिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आमतौर पर आपके टेस्ट से पहले होती है सर्किट या टेस्ट जनरेशन या जो भी हो एक और विधि है जिसके उपयोग से हम फॉल्ट्स की संख्या को भी कम कर सकते हैं इसे फाल्ट डोमिनेंस कहा जाता है फाल्ट डोमिनेंस थोड़ा अलग है परिभाषा इस तरह से है यह कहता है कि अगर किसी फॉल्ट fi के लिए सभी टेस्ट एक और फॉल्ट fj का पता लगाते हैं तो fj को fiपर डोमिनेट करने के लिए सेट किया जाता है हम इसे इस तरह निरूपित करते हैं हम कह रहे हैं कि यदि कुछ फॉल्ट fi के लिए सभी टेस्ट एक और फॉल्ट fj का पता लगाते हैं तो fj फाई पर हावी हो जाती है और अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो मैं क्या कर सकता हूं हम fj को हटा सकते हैं हम केवल fi रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि fi के लिए टेस्ट स्वचालित रूप से fj का पता लगाएगा यह एक परिभाषा है इसलिए यदि आप केवल fi रखते हैं और केवल fi के लिए टेस्ट जेनरेट करते हैं तो यह गारंटी देगा कि fj का भी डिटेक्ट हो जाएगा और अगर यह एक आपसी संबंध है तो fj fi को डोमिनेट और तो fi fjको डोमिनेट इक्विवेलेंट है अब हम एक उदाहरण लेते हैं AND गेट लेते हैं 1 फाल्ट पर स्टक आउटपुट 1 फाल्ट पर स्टक इनपुट पर को डोमिनेट करता हैं आइए देखते हैं कैसे एक 3 इनपुट AND गेट लें तो हम 1 फाल्ट पर स्टक पर fi को परिभाषित करते हैं जैसे लाइन A और fj f में 1 फाल्ट पर स्टक है तो लाइन ए में 1 फॉल्ट पर स्टक ने का पता लगाने के लिए संभावित टेस्ट वैक्टर क्या हैं केवल 1 टेस्ट 0 1 1 संभव है क्योंकि यदि B और C 1 1 के अलावा कुछ भी हैं तो आउटपुट स्थायी रूप से 0 होगा इसलिए मैं कुछ लागू करना चाहता हूं जहां B और C फॉल्ट के प्रभाव को प्रोपागेट करने की अनुमति देगा इसका मतलब है 1 1 ये तथाकथित गैर नियंत्रित मूल्य हैं जिन्हें हमने पहले चर्चा की थी यदि आप याद करते हैं और A वह बिंदु है जहां फॉल्ट है अगर वहां कोई फॉल्ट है तो यह 1 होगी अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो मैंने 0 लागू किया है तो फॉल्ट फ्री केस आउटपुट 0 है फौल्टी केस आउटपुट 1 है यहां सिंगल टेस्ट है लेकिन fj के लिए जो आउटपुट में 1 पर स्टक हुआ है इसलिए कोई भी टेस्ट जो आउटपुट 0 बनाता है इस फॉल्ट के लिए एक टेस्ट होगा क्योंकि मैं यह जांचने की कोशिश कर रहा हूं कि आउटपुट 1 पर स्टक है या नहीं तो मैं इस 7 वैक्टर में से किसी एक को लागू कर सकता हूं वे सभी आउटपुट 0 बनाते हैं लेकिन अगर कोई फॉल्ट है तो आउटपुट 1 अलग होगा अब यहाँ हम देखते हैं कि fi के लिए टेस्ट fj के लिए टेस्ट का एक उचित सबसेट है इसलिए मैं अपनी सूची से fj को हटा सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं fi का पता लगाता हूं जो मैं इस वेक्टर द्वारा कर सकता हूं यह वेक्टर भी fj के लिए टेस्ट सेट में शामिल है तो ये fj डोमिनटेस fu का उदाहरण हैं और मैं fj को हटा सकता हूं fj को हटा सकता हूं और fi को रख सकता हूं fi का पता लगाना भी fj का पता लगाने की गारंटी देगा इसलिए फॉल्ट ड्रॉपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम फॉल्ट सिमुलेशन का उपयोग करते हैं एक प्रक्रिया है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे तो फाल्ट सिमुलेशन में हम उन दोषों के समूह का पता लगाते हैं या निर्धारित करते हैं जो दिए गए टेस्ट सेट द्वारा पता लगाए जाते हैं अब कंपलेक्सिटी अगर फाल्ट सिमुलेशन फॉल्ट्स की कुल संख्या पर निर्भर करता है इसलिए यदि आप फॉल्ट्स की संख्या को कम कर सकते हैं तो फाल्ट सिमुलेशन तेजी से चल सकता है ड्रॉपिंग जो यह कहता है कि यह है कि मान लें कि मैंने एक विशेष फॉल्ट के लिए एक टेस्ट उत्पन्न किया है मैं फाल्ट सिमुलेशन का पता लगाने के लिए कि अन्य कौन सी फॉल्ट्स का भी पता लगा है इसलिए अगर मुझे पता चलता है कि 5 अन्य फाल्ट हैं जिनका पता लगा हैं तो मुझे उन 5 फॉल्ट्स को फॉल्ट सूची से हटा दूंगा तो मेरी फॉल्ट की सूची का आकार कम हो जाएगा इसे फॉल्ट ड्रॉपिंग कहा जाता है यह एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करता है जहां वेक्टर के साथ फॉल्ट सिमुलेशन से पहले टेस्ट वेक्टर द्वारा पाए गए फाल्ट हटा दिए जाते हैं अब एक ह्यूरिस्टिक उपलब्ध है जो एक्विवैलेन्ट और प्रमुख फॉल्ट्स की पहचान करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है वहाँ हैयुरिस्टिक जिसे चेकप्वाइंट कहा जाता है अब चेकप्वाइंट को सर्किट प्राथमिक इनपुट और फैनआउट शाखाओं के रूप में परिभाषित किया गया है इस सर्किट की तरह 2 इनपुट XOR फ़ंक्शन प्राथमिक इनपुट A B हैं और फैनआउट शाखाएं A1 2 2 B1 B2 C1 C2 ये हैं चेकप्वाइंट C D E F नहीं हैं तो एक चेकपॉइंट थ्योरम है जो कहता है कि एक टेस्ट सेट जो चेकप्वाइंट पर सभी फॉल्ट्स में स्टक का पता लगाता है इस सर्किट में फॉल्ट्स पर सभी स्टक का भी पता लगाता है तो प्रेरणा यह है कि आप चेकपॉइंट थ्योरम का उपयोग एक साधारण हेरास्टिक फॉल्ट के पतन के रूप में कर सकते हैं इस सर्किट में हम उन चेकपॉइंट की पहचान करते हैं केवल चेकपॉइंट को रखते हैं और सभी फॉल्ट और अन्य सभी लाइनों को हटाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि फॉल्ट और अन्य सभी लाइनें या तो कुछ अन्य फाल्ट के एक्विवैलेन्ट होगा या वे कुछ अन्य फॉल्ट्स से डोमिनेटेड होंगे तो चेकपॉइंट हेयुरिस्टिक इस फॉल्ट कॉलेप्सिंग को करने के लिए एक बहुत ही त्वरित तरीका है और यह अक्सर व्यवहार में उपयोग किया जाता है इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अब हमारे अगले व्याख्यान में हम फॉल्ट सिमुलेशन की समस्या को देख रहे हैं धन्यवाद